पॉवर एंड एनर्जी इन इंडक्टर अब हम एक प्रेरित्र में शक्ति और ऊर्जा को देखेंगे हम संधारित्र के लिए पहले ही ऐसा कर चुके हैं और जैसा कि आप वोल्टेज करंट रिलेशंस से जानते हैं संधारित्र और प्रेरित्र एक गणितीय अर्थ में वोल्टेज और करंट इंटरचेंज की भूमिकाओं के साथ समान व्यवहार करते हैं और जहां तक ऊर्जा का संबंध है हम भी ऐसी ही बात कहेंगे हमारे पास एक वोल्टेज वी के साथ एक प्रेरित्र L है और इसके माध्यम से करंट I और किसी भी दो टर्मिनल तत्व की तरह शक्ति वोल्टेज और करंट का उत्पाद है लेकिन एक प्रेरित्र में हमारे पास इंडक्शन LdIdt I होने के लिए वोल्टेज है इसे यहाँ प्रतिस्थापित करने पर हमें LdIdt मिलता है तो पहले की तरह यह थोड़ा जटिल लग रहा है लेकिन महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि यह सकारात्मक या नकारात्मक भी हो सकता है इसलिए यदि आप इस उत्पाद को देखते हैं तो हमारे पास वास्तव में ये संभावनाएं हैं मान लें कि करंट 0 और बढ़ रहा है जिसका अर्थ है कि इसका व्युत्पन्न भी 0 से अधिक है तो प्रेरित्र शक्ति को अवशोषित करता है या शक्ति को प्रेरित्र में वितरित किया जा रहा है इसी तरह यदि I 0 से अधिक है और घट रहा है जो समय व्युत्पन्न 0 है तो यह शक्ति प्रदान करता है और I0 और बढ़ रहा है कि यह कम नकारात्मक होता जा रहा है समय व्युत्पन्न 0 से अधिक होगा और यह शक्ति प्रदान करता है क्योंकि एक नकारात्मक करंट और एक सकारात्मक व्युत्पन्न का उत्पाद यहां एक सकारात्मक संख्या देगा और अंत में नकारात्मक I के लिए और कम होने पर शक्ति को अवशोषित करता है अब संधारित्र के मामले में मेरे पास कुछ तरंग रूप हैं और आपको दिखाया कि यह कैसे हो सकता है तो आप एक समान काम कर सकते हैं लेकिन संधारित्र के मामले में वोल्टेज तरंग रूप के बजाय करंट तरंग रूप के लिए तो अब तक यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रेरित्र भी या तो शक्ति को अवशोषित कर सकता है या शक्ति प्रदान कर सकता है अब हम कैसे तय करते हैं कि यह सक्रिय है या निष्क्रिय फिर से संधारित्र के रूप में हम प्रेरित्र के लिए 0 राज्यों से शुरू होने वाली ऊर्जा को देखेंगे कि क्या यह ऊर्जा को अवशोषित या वितरित कर सकता है यदि आप प्रेरित्र द्वारा अवशोषित ऊर्जा को देखते हैं और जब हम ऊर्जा कहते हैं तो हमें एक समय अंतराल निर्दिष्ट करना होगा हमें उस समय अंतराल में शक्ति को एकीकृत करना होगा एकीकरण की सीमा ऐसी होनी चाहिए कि वह समय अंतराल में फैले अब मैं कल्पना करता हूं कि प्रेरित्र करंट स्रोत द्वारा संचालित होता है पहले संधारित्र के मामले के लिए मैंने सिर्फ संधारित्र और कुछ वोल्टेज V फॉर्म दिखाया था आप सोच सकते हैं कि एक वोल्टेज स्रोत द्वारा संचालित संधारित्र के रूप में यहां मैं इसे करंट स्रोत I के साथ चला रहा हूं और समय के साथ इसमें कुछ भिन्नता है I बनाम t मान लीजिए कि यह 0 से शुरू होता है और फिर समय t 1 पर यह एक निश्चित मान IL पर जाता है इसलिए यह जो आपको ऊर्जा देता है वह समय के साथ अभिन्न ∫VIdt ∫LdIdt है और एकीकरण का अंतराल 0 से t 1 तक है जैसा कि पहले यह थोड़ा जटिल लगता है लेकिन आप आसानी से देखते हैं कि यह करंट वर्ग के समय व्युत्पन्न से संबंधित है क्योंकि ddt2IdIdt तो यह इंटीग्रल L2 इंटीग्रल 0 से t1 हो जाता है जो समय के साथ I2 का समय व्युत्पन्न है मूल रूप से हमारे पास समय के साथ स्क्वायर करंट के टाइम व्युत्पन्न का इंटीग्रल है तो प्रेरित्र द्वारा 0 से t1 के अंतराल पर अवशोषित ऊर्जा यह यह I वर्ग के समय व्युत्पन्न के समय के संबंध में एक अभिन्न है इसलिए स्पष्ट रूप से यह फ़ंक्शन ही है जो I वर्ग से 0 से t1 तक है निश्चित रूप से समय 0 से t1 तक जाता है प्रेरित्र करंट 0 से चला जाता है निश्चित मूल्य IL इसलिए यह संख्या कुछ भी नहीं है लेकिन ½LIL2 है तो यह परिणाम हमें सबसे पहले क्या बताता है यदि आप एक समय t1 में प्रेरित्र में करंट को 0 से IL में बदलते हैं तो प्रेरित्र को कुल ऊर्जा ½LIL2 होगी अब यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि करंट 0 से IL तक कैसे जाता है यह किसी में भी कर सकता है जिससे आपको वही उत्तर मिलेगा तो इससे हम यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि यदि एक प्रेरित्र एक करंट IL ले जा रहा है तो इसमें ½LIL2 की संग्रहीत ऊर्जा होगी तो एक करंट IL ले जाने वाले प्रेरित्र में संग्रहीत ऊर्जा ½LIL2 है अब संधारित्र की तरह जब आप प्रेरित्र धारा को 0 से निश्चित मान IL तक लेते हैं तो यह निश्चित मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित करता है और उसके बाद इसे वापस लौटा सकता है तो मान लीजिए कि करंट 0 पर वापस चला जाता है फिर ये सारी ऊर्जा प्रेरित्र से शेष सर्किट में वापस आ जाएगी लेकिन 0 से शुरू होकर प्रेरित्र केवल ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है क्योंकि यदि आप ऊर्जा की अभिव्यक्ति देखते हैं तो हमारे पास IL2 है जो हमेशा एक सकारात्मक संख्या है तो यह हमेशा ऊर्जा को अवशोषित करता है और यह भी संधारित्र की तरह एक निष्क्रिय तत्व है रेसिस्टर के विपरीत यह ऊर्जा का प्रसार नहीं करता है यह केवल ऊर्जा संग्रहीत करता है जिसे बाद में पुनर्प्राप्त किया जा सकता है तो प्रेरित्र एक निष्क्रिय तत्व है तो कई मामलों में यह एक संधारित्र के समान है संधारित्र के मामले में मैं और अधिक विस्तार में गया कि प्रेरित्र मैंने थोड़ा और जल्दी व्यवहार किया क्योंकि गणितीय रूप से बहुत समान हैं तो अब मैं जल्दी से एक प्रेरित्र में ऊर्जा के लिए संख्यात्मक उदाहरण लूंगा तो मान लें कि हमारे पास 1 मिली हेनरी प्रेरित्र है और यह इस तरह के करंट स्रोत द्वारा संचालित है और करंट का एक निश्चित तरंग रूप होता है और केवल मनोरंजन के लिए मैं कह दूं कि धारा 0 से पहले 0 के बराबर है और यह नकारात्मक हो जाती है और यह निश्चित समय के बाद इस मान पर बना रहता है तो मैं बता दूं कि 100 माइक्रोसेकंड के अंतराल पर करंट 0 से 10 मिली एम्पीयर में बदल जाता है और यह t 100 माइक्रोसेकंड के बाद 10 मिली एम्पीयर पर रहता है तो हम इसके साथ सभी प्रकार की गणना कर सकते हैं सबसे पहले आइए हम इस ध्रुवता में प्रेरित्र के पार वोल्टेज की गणना करें हम जानते हैं कि v पांच के समय व्युत्पन्न का l गुना है तो स्पष्ट रूप से 0 के बराबर होने से पहले करंट बदल रहा है वोल्टेज 0 है t 100 माइक्रोसेकंड के बाद जब करंट फिर से स्थिर होता है तो वोल्टेज 0 होगा और इन दोनों के बीच 0 से 100 माइक्रोसेकंड तक हमारे पास एक निरंतर ढलान है जो प्रेरित्र में एक स्थिर करंट से मेल खाती है और वह करंट कितना है यह याद रहेगा कि मैंने इन्हें स्ट्रेट लाइन सेगमेंट माना है तो ढलान की गणना करना आसान है यह 1 मिली हेनरी गुना होगा 100 माइक्रोसेकंड के अंतराल पर 10 मिली amp यह होगा 01 वोल्ट तो यह है 01 वोल्ट हम तात्कालिक शक्ति बनाम समय को भी स्केच कर सकते हैं तो अब क्या होता है स्पष्ट रूप से t से पहले 0 के बराबर या t 100 माइक्रोसेकंड के बाद वोल्टेज 0 होगा तो वोल्टेज टाइम्स करंट का गुणनफल भी 0 होगा और इन दोनों के बीच 0 और 100 माइक्रोसेकंड के बीच यह है इस स्थिरांक और सीधी रेखा का गुणनफल इसलिए यह एक सीधी रेखा होगी जिसमें सकारात्मक मान होंगे क्योंकि करंट और वोल्टेज दोनों नकारात्मक हैं और यह मान इन दोनों का गुणनफल है जो 10 मिली वाट होता है हमेशा की तरह यदि आप ऊर्जा की गणना करना चाहते हैं तो आप समय के साथ जो भी अंतराल चाहते हैं उस पर शक्ति को एकीकृत कर सकते हैं लेकिन निश्चित रूप से हम जानते हैं कि ऐसा करने का एक आसान तरीका है तो मान लीजिए कि हमने t 100 माइक्रोसेकंड पर एक प्रेरित्र में ऊर्जा पर विचार किया है हमें केवल आधा L IL वर्ग की गणना करनी है जहां IL करंट t 100 माइक्रोसेकंड है और यह 1 मिली हेनरी गुणा IL का आधा गुना निकलता है जो 10 से 2 एम्पीयर वर्ग है तो यह संख्या 10 से 7 बटा 2 जूल है या यह मूल रूप से 50 नैनो जूल ऊर्जा है इसलिए यह प्रेरित्र में संग्रहीत ऊर्जा है अब आप निश्चित रूप से करंट से वोल्टेज की समान गणना करने में सक्षम होना चाहिए और साथ ही प्रेरित्र में करंट की मनमानी भिन्नता के लिए शक्ति और ऊर्जा